तो यह PIC 18F इंस्ट्रक्शन तो जैसा कि मैं बता रहा था कि PIC में 77 असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हैं पहले के PIC संस्करण में 30 से 35 इंस्ट्रक्शन होते थे और फिर यह इंस्ट्रक्शन सेट के अधिकांश इंस्ट्रक्शन16 बिट वर्ड्स की लंबाई हैं और 4 इंस्ट्रक्शनहैं जो 32 बिट लंबे हैं तो इस तरह से वे इंस्ट्रक्शन अधिक शक्तिशाली हैं लेकिन अन्यथा इंस्ट्रक्शनएक रूप हैं तो वे 16 बिट चौड़े हैं लेकिन केवल 4 इंस्ट्रक्शन वे 32 बिट चौड़े हैं यदि आप इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो इंस्ट्रक्शनकी पहली श्रेणी कापी copy इंस्ट्रक्शन या मूव इंस्ट्रक्शन है तो यह एक मूव W रजिस्टर में 8 बिट नंबर की कापी करेगा तो प्रारूप MOVLW 8 बिट की तरह है तो यह मूव लिट्रल W रजिस्टरमें 8 बिट संख्या है तो यह तत्काल मान के मूव के लिए कुछ प्रकार है तो कोडिंग इस तरह होगी कि 0000 1110 और फिर यह 8 बिट संख्या है जो हमारे पास है ठीक है फिर एक और दिलचस्प इंस्ट्रक्शन यह हो सकता है कि PORTC में W रजिस्टर की सामग्री को कॉपी करना तो यह कुछ मेमोरी के लोकेशन पर इस W रजिस्टर की सामग्री को मूव करने के लिए भी है तो MOVWF ठीक है यह वर्किंग रजिस्टर है PORTC a तो यह PORTC को जाएगा और यहां A एक संकेत देगा कि PORTC वर्तमान में किस एक्सेस बैंक में है तो जो कुछ भी है वह वर्तमान बैंक चयन है तो यह वहाँ हो जाएगा यह उस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 82 एच PORTC एड्रेस है तो यह 82 एच है इसलिए यह वहां उपयोगी होगा और बाकी बिट्स इस ऑपरेशन के लिए तय किए गए हैं हम एक बहुत ही सरल प्रोग्राम को देखेंगे इसलिए हम PORTC में एकान्तरिक एल ई डी को प्रकाशित करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है इसलिए हार्डवेयर कनेक्शन में हमारे पास यह PORTC होगा और यह एक द्विदिशिक पोर्ट इनपुट है और इसे इनपुट या आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है तो आपको इसे डिस्प्ले के लिए आउटपुट मोड के लिए सेट करना होगा और फिर लॉजिक 1 एलईडी को चालू करेगा तो यह संरचना है इसलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखने का प्रयास करेंगे तो यह संरचना है तो 8 बिट डेटा बस से यह PORTC में आएगा और हमने यह रजिस्टर और फिर एलईडीमिला है इसलिए यदि आप यहां 1 डालते हैं तो संबंधित एलईडी चमक जाएगी और एक ट्राई स्टेट लैच इनेबल सिग्नल है टीआरआईएससी एक विशेष रजिस्टर है इसलिए यदि आप PORTC को इनेबल करना चाहते हैं तो आपको इस लैच को इनेबल करना होगा तभी मान जाएगी वास्तव में इस PORTC को इनपुट या आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाना है तो इस उद्देश्य से TRISC के लिए इसे नियंत्रित करना होगा तो सॉफ्टवेयर पक्ष के लिए पहले हम PORTC को आउटपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करने के लिए TRISC रजिस्टर में लॉजिक 0 लिखते हैं और फिर हम एकान्तरिक रूप से एल ई डी में 55 एच को मूव करते है इसलिए हम यह कैसे करते हैं पहले MOVLW 00 तो डब्ल्यू रजिस्टर 0 मान से लोड होगा और फिर MOVWF TRISC यहPORTC को आउटपुट पोर्ट के रूप में सेट करेगा और उसके बाद मैं PORTC में बाइट 55 H को डालूंगा तो बस 8051 की तरह आउटपुट के लिए 8051 हमें इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको 0 पहले लिखना होगा लेकिन जब भी हम इसे इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर करने का प्रयास कर रहे हैं एक पोर्ट पर 1 लिखना होगा ताकि लैच निष्क्रिय हो जाए तो यहाँ भी इसी तरह की बात है कि PORT C एक द्वि दिशात्मक पोर्ट है जैसा कि हम यहाँ देखते हैं प्रोग्रामिंग में यह एक आउटपुट मोड है तो आपको इस TRISC लैच को सेट करना चाहिए ताकि हम इस PORTC को आउटपुट मोड में कॉन्फ़िगर कर सके तो यदि आप 0 को TRISC में भेजते हैं तो यह PORTC को आउटपुट मोड के रूप में सेट करेगा यदि आप इसे सभी एक के रूप में भेजते हैं तो इसे इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर किया जाएगा जब हम इस 55H को आउटपुट कर रहे हैं तो एकान्तरिक एल ई डीऑन होंगे और फिर यह पैटर्न ऐसा होगा इसे डब्ल्यू रजिस्टर पर स्थानांतरित किया जाएगा इसलिए आप इस पैटर्न को सीधे PORTC पर नहीं डाल सकते तो आपको इसे W रजिस्टर पर डालना होगा और फिर MOVWF PORTC करना होगा तो यह एल ई डी को चालू कर देगा क्योंकि यह 55 H PORTC को जाएगा और यह चालू हो जाएगा और फिर यह इस स्लीप मोड पर जाएगा तो वह पावर डाउन मोड है तो यह ऐसा होगा यह माना जाता है कि यह इसे चालू करने के बाद यह पावर डाउन मोड में जा रहा है इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वे ब्लिंक करे तो आपको यहां डिले डालनी होगी और फिर इस डब्ल्यू रजिस्टर की 55 H शिफ्ट करनी होगी यह स्टेटस या ax पर आना चाहिए और इस तरह से आप लूप लगा सकते हैं ताकि आप एल ई डी के एकान्तरिक ब्लिंकिंग प्राप्त कर सकें जो इस प्रोग्राम में नहीं दिखाया गया है तो एक एम्बेडेड अनुप्रयोग के लिए आप देखते हैं कि यह उपयोगी होने वाला है क्योंकि हमें यहाँ माइक्रोप्रोसेसर यूनिट प्रोग्राम मेमोरी और डेटा रजिस्टर मिले है तो ये वहां हैं तो हमें ये AD कन्वर्टर्स मिल गए हैं तो AD कन्वर्टर हमें एनालॉग 0 चैनल में मिला है तो यह एक विशिष्ट उदाहरण है जैसे हमने एक तापमान सेंसर एक हीटर फैन और एक एलसीडी पैनल कनेक्ट किया है तो यह इस तरह जुड़ा हो सकता है तापमान सेंसर एक एनालॉग मूल्य को सेंस करेगा यह AD कनवर्टर से जुड़ा है और उस कनेक्शन के लिए हमें इस PORTA के RA0 पिन का उपयोग करना होगा तो PORTA मैं इसे इनपुट मोड में जोड़ रहा हूं और यह तापमान सेंसर RA0 से जुड़ा हुआ है जो एक मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन है RA0 इंजन एक मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन है तो यह यहाँ हो जाता है इसलिए जब भी यह ए डी कनवर्टर एक तापमान मान परिवर्तित करता है वोल्टेज मान जो सेंसर से डिजिटल मूल्य में आ रहा है वह माइक्रोप्रोसेसर को एक इंटरप्ट भेजेगा इसलिए एमपीयू इकाई जब इंटरप्ट प्राप्त करता है तो यह इस प्रोसेसर में एडी कनवर्टर के 15 बिट मूल्य को पढ़ रहा होगा और फिर तापमान के आधार पर हम हीटर या पंखे चालू करना पसंद कर सकते हैं यदि तापमान निर्धारित मूल्य के ऊपर है तो पंखा चालू होना चाहिए और यदि यह निर्धारित मूल्य से नीचे है तो हीटर चालू होना चाहिए तो इस पोर्ट के इन दो बिट्स RA5 और RA6 द्वारा वह नियंत्रित किया जा सकता है और तदनुसार बिट्स D5 और D6 को माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है PORTA PORTB और PORTC इस LCD इंटरफ़ेस के लिए उपयोग किए जाते हैं PORTB में हम उस पैटर्न को भेजते हैं जिसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं और दूसरा एलसीडी के लिए नियंत्रण रीड राइट जैसे वे इस आर सी लाइनों से आ रहे हैं यह PORTC RC1 RC2 और RC3 बिट्स हैं इसलिए वे एलसीडी पैनल को नियंत्रित करेंगे तो इस तरह से आप इन PIC माइक्रोकंट्रोलर्स का उपयोग करके एक बहुत ही सरल प्रणाली विकसित कर सकते हैं या उस मामले के लिए यह कोई अन्य माइक्रोकंट्रोलर हो सकता है पर हम इन माइक्रोकंट्रोलर और सेंसर के आसपास निर्मित एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं यदि ऐसा है तो एडीसी टाइमर और यह एलसीडी लाभदायक है तो एडीसी टाइमर और यह डिजिटल भी वे सभी माइक्रोकंट्रोलर का हिस्सा हैं जो सिस्टम के डिजाइन में मदद करते हैं तो इसके बाद हम एक और माइक्रोकंट्रोलर पर नज़र डालते हैं जिसे एवीआर माइक्रोकंट्रोलर के रूप में जाना जाता है AVR माइक्रोकंट्रोलर यह भी काफी आम है और इसका उपयोग इस एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में से कई में किया जाता है क्योंकि यह हमारे पास मौजूदा शक्तिशाली माइक्रोकंट्रोलर में से एक है तो और फिर ऐसे माइक्रोकंट्रोलर्स की एक श्रृंखला है एवीआर श्रृंखला में भी आप ऐसे माइक्रोकंट्रोलर्स की एक रेंज पा सकते हैं तो AVR यह एडवांस्ड वर्चुअल RISC को कहां जाता है तो यह संस्थापकों अल्फ एगिल बोगेन और वेगर्ड वललेणं RISC हैं वे वास्तव में विश्वविद्यालय के छात्र थे इसलिए जब वे एनटीएच के छात्र थे तो उन्होंने इस आर्किटेक्चर के बारे में सोचना शुरू कर दिया और बाद में उन्होंने इस संरचना को विकसित किया और इसमें परिष्कृत किया जबअटमेल Atmel0 नॉर्वे कंपनी का अधिग्रहण और विकास किया गया और फिर अटमेल कंपनी की स्थापना इन दो चिप आर्किटेक्ट द्वारा की गई थी इसलिए यह सफलता की कहानियों में से एक है जब विश्वविद्यालय परियोजनाओं को उत्पाद में बदला गया है इसलिए जहां तक माइक्रोकंट्रोलर का सवाल है तो यह हार्वर्ड आर्किटेक्चर का अनुसरण करता है तो यह प्रोग्राम मेमोरी है तो एक सीपीयू है तो यह आपके पास प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी हो सकता है और इस प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी में उनकी व्यक्तिगत बसें होंगी प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस बस चौड़ाई 14 बिट्स मान है और डेटा बस यह 12 बिट्स मान है इसलिए वे अलग अलग हो सकते है जैसे कि यदि आप एवीआर माइक्रोकंट्रोलर्स की विभिन्न श्रृंखलाओं को देखते हैं तो ये मूल्य अलग अलग होंगे क्योंकि हमारे पास अलग अलग संरचनाएं हो सकती हैं अब ये AVR माइक्रोकंट्रोलर Atmel के 8 बिट RISC माइक्रोकंट्रोलर की एक श्रृंखला हैं तो एआरएम के विपरीत जो एक 32 बिट आरआईएससी आर्किटेक्चर है यह AVR 8 बिट आरआईएससी आर्किटेक्चर है तो यह स्वाभाविक रूप से संरचना बहुत सरल होने वाली है जैसे की सभी ऑपरेशनों यदि वे 8 बिट ऑपरेशन हैं तो स्वाभाविक रूप से हार्डवेयर मॉड्यूल हार्डवेयर संचालित यह कम होगा और संभवतः यह उच्च गति पर संचालित करने में सक्षम होगा इसलिए वे मूल सीपीयू के जैसे इंस्ट्रक्शन सेट शेयरकरेंगे इसलिए इन AVR श्रृंखला की सभी माइक्रोकंट्रोलर वे एक ही सेट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करेंगे जैसा कि हमने बुनियादी AVR माइक्रोकंट्रोलर में किया था और वे हार्वर्ड आर्किटेक्चर 32 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर का पालन करते हैं तो इसमें 32 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर हैं तो आप देख रहे हैं कि रजिस्टरों की एक बड़ी संख्या है इसलिए यह RISC आर्किटेक्चर के लिए उपयुक्त है और अधिकांश इंस्ट्रक्शन एक ही क्लॉक चक्र में निष्पादित होते हैं तो जो इसे 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर के बीच तेज बनाता है तो एक एकल क्लॉक चक्र में पूरे इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाता है तो जो कुछ भी अंदर है वहां पाइपलाइनिंग और परलेलिस्म होगा लेकिन अंततः एक ही क्लॉक चक्र में पूरे इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाएगा तो आर्किटेक्चर उस दिशा में बहुत अधिक अनुकूलित है ज्यादातर इंस्ट्रक्शनएक एकल क्लॉक चक्र में निष्पादित करते है जो इसे बेहतर बनाता है और यह कम्पाइल सी कोड का कुशल निष्पादन करता है तो यह एक और बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये AVR डिज़ाइनर उम्मीद नहीं करते थे कि AVR यूजरअसेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में बहुत कुशल होंगे तो यह लिया गया कि वहां आप अपने प्रोग्राम को C कोड में लिख सकते हैं और फिर कुशल कम्पाइलर होगा जो इस C कोड को AVR कोड में कम्पाइल करेगा और उस फिलॉसफी का पालन कई अन्य कंपनियों द्वारा किया जाता है खासकर यदि आप कहें तो एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर द्वारा तो वहाँ भी आप पाएंगे कि प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में है और फिर इस कुशल कंपाइलेशन के माध्यम से उन्हें मशीन भाषा में अनुवादित किया जाता है तो यह हाथ से लिखे प्रोग्राम की तरह नहीं है तो वे सभी स्वचालित प्रोग्राम हैं जो उच्च स्तर की भाषा से उत्पन्न होते हैं तो AVR 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर परिवार है जिसमें बड़ी रेंज के प्रकार है जिनके प्रोग्राम मेमोरी की साइज EEPROM मेमोरी साइज IO पिन की संख्या उसके आन चिप फीचर जैसे कि यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर और ADC भिन्न है इस श्रृंखला का सबसे छोटा ATTiny11 है जिसके पास एक किलो फ्लैश रोम 6 आई ओ पिन और कोई रैम नहीं है तो यह एक सरलतम संभव प्रोसेसर है जो हमारे पास एक बड़ा प्रोसेसर है जैसे ATMEGA128 है इसके पास 128 किलो फ्लैश 4 किलो बाइट र आ म 53 I O पिन और बहुत सारे आनचिप विशेषताओं जैसे कि adc यूज़र और वह सब है तो कई ऐसी विशेषताएं हैं जो चिप पर हैं इसलिए हम इन सभी प्रोसेसरों का विस्तृत अवलोकन करने का प्रयास करेंगे इसलिए यदि आप 90S1200 को देखते है तो यह 1 किलो के फ्लैश के साथ 20 पिन की चिप है और 64 बाइट्स की EEPROM है और कोई रैम नहीं है फिर 90S2313 इसे अन्य विशेषताएं मिलीं है जैसे कि EEPROM को दोगुना कर दिया गया है और यहां 128 रैम लोकेशन पेश किए गए हैं इस मेगा सीरीज़ में आते हैं मेगा 603 या मेगा103 को 64 पिन चिप128 किलो की फ्लैश स्पेस 4096 बाइट्स ईईपीआरओएम मिली हैं तो 4 किलो EEPROM और फिर हमें 4 किलो रैम स्पेस मिला है तो यह बहुत उन्नत में से एक है तो इस तरह से हमारे पास Atmega प्रोसेसर की एक श्रृंखला हो सकती है या इन AVR प्रोसेसर के बाद और उनकी क्षमता जो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली श्रृंखला के आधार पर भिन्न होगी इसलिए हम ऐसे एक प्रतिनिधि माइक्रोकंट्रोलर्स पर गौर करेंगे तो यह चर्चा माइक्रोकंट्रोलर्स की AT90S2313 श्रृंखला के लिए है तो यह AVR श्रृंखला का एक माइक्रोकंट्रोलर है तो यह एक उच्च परफॉरमेंस कम पावर वाला आरआईएससी आर्किटेक्चर है यह एक कम वोल्टेज है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज 27 वोल्ट से 6 वोल्ट तक हो सकता है तो यह एक और बहुत अच्छी बात है कि आपके पास आपूर्ति वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है जिस पर प्रोसेसर काम करेगा जब आप 27 वोल्ट पर काम कर रहे होंगे तो आपको उतना परफॉरमेंस नहीं मिलेगा जब आप 6 वोल्ट पर काम करते हैं लेकिन यह पावर और परफॉरमेंस समझौताकारी तालमेल कर सकता है जैसे आप कम परफॉरमेंस से संतुष्ट हो सकते हैं लेकिन पावर की खपत कम होनी चाहिए तो उस स्थिति में आप इसे कम वोल्टेज के रूप में संचालित कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि परफॉरमेंस अच्छा होना चाहिए और मुझे कुछ और पावर देने में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आप एक उच्च वोल्टेज पर काम कर सकते हैं उच्च प्रदर्शन CMOS 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर यह CMOS तकनीक पर बनाया गया है और यह AVR RISC आर्किटेक्चर AVR श्रृंखला पर आधारित है तो यह भी हार्वर्ड आर्किटेक्चर का उपयोग कर रहा है तो विशेषताएँ तो इसमें 2 किलो बाइट सिस्टम प्रोग्रामेबल फ़्लैश है जहाँ कि आप इस प्रोग्राम मेमोरी को ले सकते हैं 28 बाइट EEPROM है तो आपके पास कुछ EEPROM हो सकते हैं जहां आपके पास केवल 28 बाइट्स हो सकते हैं लेकिन आवश्यक मानों को वहां प्रोग्राम किया जा सकता है फिर हमें 28 बाइट्स के SRAM मिले हैं जो कि स्क्रैडपैड उद्देश्य के लिए 15 जनरल पर्पस IO लाइन IO पोर्ट्स 32 जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर उपलब्ध हैं इसलिए हमें बड़ी संख्या में रजिस्टर मिले हैटाइमर काउंटर लचीला टाइमर के साथ काउंटर मोड की तुलना करेंगे तो हम कुछ पूर्व निर्धारित मूल्यों के साथ इन टाइमर और काउंटरों के मूल्य की तुलना कर सकते हैं फिर आंतरिक और बाहरी इंटरप्ट है प्रोग्रामेबल सीरियल यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर यूएआरट्ट फिर हमें एक 8 बिट टाइमर काउंटर मिला है हमारे पास एक 16 बिट टाइमर काउंटर हो सकता है आपको एनालॉग कॉम्पटर मिला है तो यह एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कई बार हमें दो एनालॉग सिग्नल्स की आवश्यकता होती है और हमें उनके बीच तुलना करने की आवश्यकता होती है इसलिए सामान्य प्रसंस्करण में जो हमने अब तक देखा है इसलिए आपको जो करना है वह है कि हमें उन एनालॉग मानों को डिजिटल में बदलना होगा कुछ एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर का उपयोग करके फिर उस कनवर्टर पर हमें प्रोग्राम को चलाना होगा तो आपको डिजिटल स्तर पर तुलना करनी होगी लेकिन अगर हम इसे एनालॉग स्तर पर ही कर सकते हैं तो यह अतिरिक्त ए डी कन्वर्टर्सAD converter आवश्यक नहीं है तो वह वहाँ है तो हम AVR आर्किटेक्चर में इस एनालॉग कमपेरेटर को पा सकते है फिर ऑन चिप ओसीलेटर और क्लॉक सर्किटरी क्लॉक उत्पादन के लिए है तो आपको ऑन चिप ओसीलेटर मिला है इसलिए आपको क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं है तो आप ओसीलेटरसे क्लॉक उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए इस AVR आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे विशेष रूप से हम रजिस्टरोंइंस्ट्रक्शन सेटIO पोर्ट मेमोरी और CPU संरचना को देखेंगे तो रजिस्टर रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं एक श्रेणी को जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहा जाता है इसलिए यहां 32 जनरल परपज रजिस्टर जिनमें 8 बिट्स की भंडारण क्षमता होती है R0 R1 को R 31 तक नाम दिया गया है इसलिए ये R 32 जनरल परपज रजिस्टर है और उसमें रजिस्टर R0 से R15 और R16 से R31 तक हैं वे अलग हैं इसलिए वे ऐसे हैं जैसे कि वे दो अलग अलग बैंक हैं और कुछ ऐसा ही हो सकता है डेटा और एड्रेस दोनों को स्टोर कर सकते हैं अन्य श्रेणी के विपरीत सभी रजिस्टर समान रूप से सक्षम नहीं हैं जैसे 8051 में आप देखते हैं कि हमें रजिस्टर मिले हैं लेकिन इनडायरेक्ट ऐड्रेसिंग के लिए हम केवल R0 और R1 का उपयोग कर सकते हैं या यदि आप 8085 में देखें तो हमें यह एचएल जोड़ी मिली है जिसे मेमोरी पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन वे सभी नहीं तो आप जनरल परपज रजिस्टरAVR आर्किटेक्चर के मामले में देखते हैं इन सभी रजिस्टरों को डेटा या एड्रेस के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यहां तीन स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर और स्टेटस रजिस्टर तो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं जो हमारे पास AVR आर्किटेक्चर में हैं तो पॉइंटर रजिस्टर यहां पर तीन अतिरिक्त 16 बिट रजिस्टर जोड़े हैं रजिस्टर 26 से 31 तक उन्हें पॉइंटर रजिस्टर कहा जाता है उन्हें एक्स वाई और जेड पॉइंटर्स कहा जाता है तो पॉइंटर X यह रजिस्टर नंबर 26 और 27 से मिलकर बनता है वे मुझे 16 बिट एड्रेस देता है और इसे एक्स पॉइंटर कहा जाता है इसी तरह हमें वाई पॉइंटर मिला है जो16 बिट रजिस्टरों आर रजिस्टर 28 और 29 से मिलकर बना है और रजिस्टरों 30 और 31 से मिलकर जेड रजिस्टर बना है इसलिए एड्रेस X रीड राइट करें और वे प्वाइंटर्स को नहीं बदलते हैं इसलिए यदि आप अपने इंस्ट्रक्शन में इस एक्स पॉइंटर का उपयोग करते हैं तो यह इस मेमोरी लोकेशन एड्रेस के रूप में इस जोड़ी का उपयोग करेगा जहां से मान पढ़ा जाना चाहिए तो हमें तीन ऐसे रजिस्टर मिले हैं एक्स वाई और जेड इसलिए यदि आपको हाई लेवल लैंग्वेज में पॉइंटर का समर्थन मिला है इसे असेंबली कोड में बदलने के लिए इस पॉइंटर रजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है फिर स्टेटस रजिस्टर हमें एक स्टेटस रजिस्टर SREG मिला है जिसमें 8 बिट लंबा फ्लिप फ्लॉपहै और 8 बिट लंबा रजिस्टर और प्रत्येक बिट को एक अलग अर्थ मिला है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल डिसएबल फ्लैग है तो यह है कि IE बिट विभिन्न प्रोसेसर के लिए ग्लोबल इंटरटेनी इनेबलहै फिर अगला बिट टी बिट है जो बीएलडी और बीएसटी इंस्ट्रक्शन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ट्रांसफर बिट है तोये दो विशेष इंस्ट्रक्शनहैं जो हम बाद में देखेंगे फिर H हाफ कैरी फ्लैगहै तो हाफ कैरी फ्लैगमूल रूप से अक्सिल्लरी कैरी प्रकार है इसलिए जब भी बीच में कोई कैरी जेनरेट होता है जैसे कि यह एक 8 बिट ऑपरेशन है तो तीसरे बिट से चौथे बिट पर अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो हाफ कैरी फ्लैग सेट होगा फिर एस बिट है तो यह इंस्ट्रक्शन सेट के लिए साइन विवरण के लिए है तो यह एक साइन बिट है इसलिए यदि सामग्री नकारात्मक है तो S बिट ऋणात्मक होगा यह 1 होगा अन्यथा यह 0 होगा अब V बिट एक टू कंप्लीमेंट ओवरफ्लो सूचक है ऐसा तब है जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं वहां टू कंप्लीमेंट नोटेशन2's complement notation और प्रतिनिधित्व में कुछ ओवरफ्लो हो सकता है तो इस तरह से यह ओवरफ्लो जानकारी है तब हमें नेगेटिव फ्लैग मिला है तो यह ऑपरेशन परिणाम नकारात्मक है तो यह बिट सेट हो जाएगा फिर ज़ीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग तो उन्हें मानक अर्थ यह एन जेड सी और वी मिला है उन्हें सामान्य अर्थ मिला है लेकिन अन्य को कुछ विशेष अर्थ मिला है EEE तो फिर हमें स्टैक पॉइंटर मिला है तो इसे स्टैक की अवधारणा मिली है ARM में हमने डिफ़ॉल्ट रूप से स्टैक नहीं मिला है यह एक 16 बिट स्टैक प्वाइंटर है या यह फ़ंक्शन कॉल जानकारी को बचाने के लिए एड्रेस या डाटा स्पेस रखता है तो यह केवल रिटर्न एड्रेस को रखें हुए है ठीक है तो उन्हें स्टैक में सहेजा जाएगा और वह डेटा स्पेस में है जो डेटा मेमोरी में सहेजा जाएगा तो रजिस्टर आर्किटेक्चर इस तरह है तो हमें यह एड्रेस 00 से 1F मिल गया है तो हमें 32 ऐसे रजिस्टर R0 से R31 मिले हैं और उनमें से इस रजिस्टर नंबर 26 27 28 29 30 31 को x y z पॉइंटर्सकहते हैं जहाँ तक मेमोरी की बात है तो मेमोरी को दो भागों प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी से मिलकर बना हुआ है इसलिए प्रोग्राम मेमोरी 1kilo1 बाइट का है और यह डेटा मेमोरी 64 है जिसमें 32 जनरल परपज रजिस्टर 64 इनपुट आउटपुट रजिस्टर IO register शामिल हैं और फिर हमें SRAM हिस्सा मिला है जो SRAM का 128 स्थान है तो वह डेटा मेमोरी होगी तो प्रोग्राम मेमोरी फ्लैश मेमोरी इसमें 2 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी है बाहरी है फिर सिस्टम प्रोग्रामेबल EEPROM प्रोग्राम मेमोरी में 128 बाइट्स होंगे तो यह वहां है लेकिन इसका उपयोग आंतरिक उद्देश्य से किया जाता है इसलिए इंटर फंक्शन एड्रेस 16 बिट और डबल वर्ल्ड ओपकोड यह 128 बाइट्स है इसलिए उनका उपयोग इंटरप्ट फ़ंक्शन एड्रेस के लिए किया जाता है जो कि वेक्टर शब्द हैं मूल रूप से यह है कि इंटर वेक्टर टेबल है तो वह वहाँ है तो यह 16 बिट और 16 बिट और डबल वर्ड ओपकोड है या दोनों 16 बिट और 32 बिट ओपकोड हो सकते हैं और स्टैटिक डेटा टेबल वे वहां हो सकते हैं तो यह एक और इंडिकेटर लैटिस है कि क्या हम 16 बिट इंस्ट्रक्शन या 32 बिट इंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं वो उस EEPROM में भी शामिल होंगे और कुछ स्टैटिक डेटा टेबल भी हो सकते हैं तो वे सिस्टम प्रोग्राम में इसका हिस्सा हो सकते हैं जोकि EEPROM होगा लेकिन वास्तविक प्रोग्राम मेमोरी फ्लैश मेमोरी है तो यह नियंत्रण प्रोग्राम है जो यह माइक्रोकंट्रोलर चलाएगा तो वह फ्लैश मेमोरी में होगा तो ये वास्तव में EEPROM के 128 बाइट हैं इसलिए ये आंतरिक प्रणालियों के उपयोग के लिए हैं और कुछ स्टैटिक डेटा टेबल को वहां रखा जा सकता है दूसरी तरफ वह डेटा मेमोरी तो यह डेटा के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह प्रोग्राम मेमोरी से अलग है तो हमें यह हार्वर्ड आर्किटेक्चर मिला है तो प्रोग्राम और डेटा मेमोरी अलग हैं तो SRAM की यह 128 बाइट्स तो यह वास्तव में हम इस डेटा मेमोरी को बना रहे हैं इसलिए रजिस्टरों ने 32 बिट एड्रेस स्पेस को 00 से 1 F पर फिर से असाइन किया इसलिए वह 32 स्थान हैं हालांकि एसआरएएम के इस हिस्से में 32 स्थान रजिस्टरों के लिए आरक्षित हैं तो आईओ मेमोरी स्पेस में यह 64 एड्रेस होंगे सीपीयू पेरीफेरल फंक्शन्स करने के लिए तो 64 स्थान इन कण्ट्रोल रजिस्टरों टाइमर काउंटर एडी कनवर्टर अन्य I O फ़ंक्शन के लिए समर्पित हैं तो 64 स्थान उसके लिए आरक्षित हैं और इस IO मेमोरी को सीधे या डेटा स्पेस लोकेशन और उन रजिस्टरों के स्थान में जैसे कि डॉलर 20 से डॉलर 5F तक एक्सेस किया जा सकता है तो आप या तो उन्हें रजिस्टर के रूप में उल्लेख कर सकते हैं या आप उन्हें मेमोरी स्थान के रूप में उल्लेख कर सकते हैं यह I O मेमोरी भाग है तो यह वह जगह है जहां आप इन टाइमर AD कन्वर्टर्स converter और अन्य I O रूटीन अन्य IO मॉड्यूल हैं ताकि दोनों तरह से एक्सेस किया जा सके और स्टैक को प्रभावी ढंग से जनरल डेटा SRAM में आवंटित किया जा सके और स्टैक का आकार SRAM के आकार द्वारा सीमित हो तो उदाहरण यह है 128 बाइट है और उसमें से 32 बाइट्स रजिस्टरों 64 बाइट्स I O मेमोरी स्पेस के लिए चले गए हैं तो सिस्टम द्वारा इसके लिए कुल 96 बाइट्स खर्च किए जाते हैं तो आपको केवल 32 बाइट्स के साथ छोड़ दिया जाता हैस्टेप के लिए ठीक है इस प्रकार यदि ऐसा है तो यदि यह SRAM 128 बाइट्स तक सीमित है तो आप अपने स्टैक पॉइंटर को 97 के स्थान पर इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और उसी समय से स्टैक शुरू हो जाएगी और यह केवल 128 तक जा सकता है तो AVR इंस्ट्रक्शन सेट इसलिए इसे 118 शक्तिशाली इंस्ट्रक्शन मिले हैं और अधिकांश इंस्ट्रक्शन वे सिंगल साइकिल एक्सेक्यूशन इंस्ट्रक्शन हैं सभी अंकगणितीय संचालन रजिस्टरों R0 से R31 पर किए जाते हैं और ज्यादातर इंस्ट्रक्शन निष्पादन के लिए एक चक्र लेते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि सभी अंकगणितीय ऑपरेशन रजिस्टर पर होंगे तो आपके पास R0 से R31 नहीं हो सकता है कुछ अर्थों में आप कह सकते हैं कि वे मेमोरी लोकेशन भी हैं क्योंकि R0 से R31 डेटा रैम में है तो इस तरह से यह ठीक है लेकिन यह है कि यह ऑपरेंड रजिस्टर ऑपरेंड हैं तो यह भी अन्य प्रोसेसर के समान है जो हमने देखा है उदाहरण के लिए एआरएम प्रोसेसर में हमने कहा है कि सभी ऑपरेशन रजिस्टर ऑपरेंडपर होने वाले है तो यहाँ भी उसी फिलॉसफी का पालन किया जाता है लेकिन निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कियहाँ रैम भी प्रोसेसर का हिस्सा है इसलिए रजिस्टर और मेमोरी में कोई अंतर नहीं है